ठीक है तो हमने देखा कि हम पिछले व्याख्यान में यह देखकर रुक गए थे कि कन्डक्शन प्रक्रिया को मापने के तरीके हैं इसलिए हम आज उस पर गहराई से जाने वाले हैं और देखते हैं कि मात्रा निर्धारित करने के तरीके क्या हैं और कुछ उदाहरणों और कुछ प्रकारों को देखें जहां हम परिमाणीकरण प्रक्रिया को देख सकते हैं और यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि तापमान वितरण क्या है तो हम यह देखकर रुक गए कि हमें तापमान वितरण को खोजने की जरूरत है तो प्रणाली को मापने के लिए हमें तापमान वितरण खोजने की जरूरत है इसलिए यदि हम वितरण को जानते हैं तो जाहिर है कि हम उस प्रवणता का पता लगाने में सक्षम होंगे जो कि dTdx है प्रणाली में किसी भी स्थान पर तापमान प्रवणता है और अगर हम जानते हैं कि हम परिवहन दर जानते हैं हम प्रवाह जानते हैं और हम परिवहन क्षेत्र से गुणा करते हैं तो हम ऊष्मा अन्तरण दर को जानेंगे तो हमें ऊर्जा संतुलन लिखने की जरूरत है तो इसका मतलब है कि हमें ऊर्जा संतुलन लिखने की जरूरत है तो आइए हम एक सामान्य अंतर तत्व लें तो x y qz जो निकलता है वह है q z प्लस डेल्टा z qx qy तो वे दर हैं जिस पर तत्व की विभिन्न सतहों में ऊर्जा प्रवेश कर रही है और हम जोड़ सकते हैं कहते हैं कि q डॉट प्रति यूनिट आयतन में ऊष्मा उत्पादन की दर है तो सिद्धांत रूप में कुछ अंदर हो सकता है उदाहरण के लिए विद्युत ताप हो सकता है जो उस प्रणाली के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करता है जिस पर आप विचार कर रहे हैं तो q डॉट ऊष्मा उत्पादन की आयतन दर हो सकती है जो उस प्रणाली की प्रति इकाई आयतन उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा है तो इस छोटे तत्व v का आयतन कुछ भी नहीं है डेल्टा x गुणा डेल्टा y गुणा डेल्टा z से किया जाता है हम जानते हैं कि तो आइए हम एक साधारण संतुलन लिखें तो सामान्य अंगूठे का नियम ठीक है किसी भी संतुलन को लिखने के लिए चाहे वह ऊष्मा हो या द्रव्यमान संतुलन क्या हम उस तत्व को इनपुट माइनस आउटपुट प्लस प्रजनन अवधि कहते हैं जो कि संचित राशि के बराबर होना चाहिए जो कि संचय होगा तो आप इसे I कह सकते हैं हम इसे O कहते हैं हम इसे G कहते हैं और आप इसे A कह सकते हैं तो यह उन सभी शेष राशियों का मंत्र है जो आप इस पाठ्यक्रम में और शायद कई अन्य पाठ्यक्रमों में तब तक लिखेंगे जब तक आप अपना बीटेक पूरा नहीं कर लेते और वास्तव में यह लगभग सभी संतुलनों में मंत्र है जो आप किसी भी इंजीनियरिंग विषय में लिखेंगे चाहे वह रासायनिक यांत्रिक आदि हो तो यह सामान्य मंत्र है और हम इसमें अधिक नहीं जाएंगेरहेंगे तो आज हम यहां इस मंत्र का प्रयोग करेंगे और फिर हम इस प्रणाली के लिए ऊर्जा के संरक्षण के लिए एक सामान्य संतुलन लिखने जा रहे हैं और हम उस संतुलन का उपयोग करेंगे और विभिन्न प्रकार की प्रणालियों के लिए सरल बनाने का प्रयास करेंगे जिन्हें हम भविष्य में देखने जा रहे हैं तो प्रणाली में इनपुट क्या है इनपुट की ऊर्जा की मात्रा qx दाएं प्लस qy प्लस qz है तो यह ऊर्जा दर की कुल मात्रा है जिस दर पर उस प्रणाली में ऊर्जा इनपुट हो रही है जिस पर हम विचार कर रहे हैं और xdx पर q ydy पर q माइनस zdz पर q क्या छोड़ता है यह वह राशि है जो उस तत्व को छोड़ रही है जिसे हमने माना है और जो कुछ भी उत्पन्न किया जा रहा है ऐसे में आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है तो जब आपके पास ऊर्जा हानि अवधि होती है जब आपके पास सिंक अवधि या ऊर्जा हानि अवधि होता है तो आपको नेगेटिव चिह्न का इस्तेमाल करना होगा इसलिए आपको चिह्न परामर्श के बारे में बहुत सावधान रहना होगा जिसका उपयोग आप किसी भी संतुलन के लिए करते हैं जिसे आप आम तौर पर जानते हैं तो यह q डॉट हो सकता है इसलिए इसे प्रति इकाई आयतन ताप उत्पादन की दर के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए आपको उस प्रणाली के आयतन से गुणा करना होगा जिस पर आप विचार कर रहे हैं और यह उस संचय के बराबर है जो rhoCp द्वारा दिया जाता है जो उस सामग्री का घनत्व है जिसका उपयोग आप विशिष्ट ताप क्षमता से गुणा करके मात्रा से गुणा किए गए समय के संबंध में ताप तापमान प्रवणता में करते हैं तो वह ऊर्जा संतुलन है यह बहुत सरल इनपुट है जो बाहर जाता है हम उसे घटाते हैं और जो कुछ भी उत्पन्न होता है आप प्रणाली में जोड़ते हैं जो कुछ भी जमा हो रहा है उसके बराबर होना चाहिए तो यह शब्द आपको बताता है कि वास्तव में कितनी ऊष्मा संग्रहित की जा रही है ऊष्मा परिवहन प्रक्रिया के कारण प्रणाली द्वारा कितनी ऊर्जा संग्रहित की जा रही है तो यह आपको बताता है कि आप जिस प्रणाली को देख रहे हैं उसकी क्षमता क्या है और Cp पैरामीटर आंतरिक पैरामीटर है जो उस प्रणाली की क्षमता को मापता है कि वह कितनी ऊर्जा स्टोर कर सकता है तो अब हम इन समीकरणों को केवल आयतन से विभाजित कर सकते हैं और ऐसा ही होगा क्या इकाइयाँ यहाँ मेल खा रही हैं Cp है प्रति इकाई आयतन क्या वे इकाइयाँ मेल खा रही हैं उन इकाइयों को देखें जो मैं चाहता हूं कि आप इकाइयों पर ध्यान दें क्या इकाइयाँ यहाँ सभी शर्तों के लिए मेल खा रही हैं जब आप वास्तव में कक्षा में होते हैं तो आपको खुद को समझाना होता है जो कुछ हो रहा है वह सही है क्या यह सही है नहीं क्या गलत है कौन सा यह यहाँ पर हाँ यहाँ समस्या क्यों है लेकिन यह पहले से ही लिया गया है ठीक है वाट प्रति मीटर घन यह q डॉट की इकाई है हम इसे आयतन से गुणा करते हैं यह वाट बन जाता है qx की इकाई क्या है यह वाट है यह क्या है यह प्रवाह नहीं है यह स्थानांतरण दर है यह ऊष्मा अन्तरण की दर है उस परंपरा को ध्यान में रखें जिसका हम उपयोग करते हैं यह आपको हमेशा याद रखना चाहिए जब मैं q कहता हूं तो यह दर है जब मैं q सिंगल प्राइम कहता हूं तो यह दर प्रति यूनिट दूरी है और जब मैं q डबल प्राइम कहता हूं तो यह प्रवाह है यह प्रति परिवहन क्षेत्र में ऊष्मा अन्तरण की दर है ठीक है तो अब मैं समीकरण को इस प्रकार विभाजित करता हूं तो q पर xdx डेल्टा x गुणा 1 है क्षमा करें जूल प्रति किलोग्राम केल्विन और rho किलोग्राम प्रति मीटर घन है तो इसीलिए आपने आयतन से गुणा किया है प्लस qy माइनस q पर ydy 1 है तो पल हम इसे इस रूप में तैयार करते हैं मैंने जो किया है वह है I मैंने अभी अभी समीकरण को आयतन से विभाजित किया है और मैंने अभी अभी xy और z के तदनुसार पदों को एकत्र किया है तो यहां देखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि यह डेल्टा y डेल्टा z जो x दिशा में दर शर्तों के लिए गुणांक के रूप में प्रकट होता है वह कुछ भी नहीं है लेकिन x दिशा में ऊर्जा परिवहन का क्षेत्र है तो यह आपको बताता है कि क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र क्या है जिस पर x दिशा में ऊर्जा परिवहन हो रहा है मूल रूप से यह सतह यहां है आप यहां इस सतह को देखते हैं डेल्टा x यह z और y दिशा में सतह है इसी प्रकार डेल्टा x डेल्टा z y दिशा में ऊष्मा परिवहन का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है और इसी तरह z दिशा के लिए ठीक है क्या यह सबके लिए स्पष्ट है तो हम इसे फिर से लिख सकते हैं इसलिए जब मैं कहता हूं कि सीमा डेल्टा x 0 पर जाती है डेल्टा y 0 पर जाती है और डेल्टा z 0 पर जाती है इसलिए हम इसे dq dx 1 डेल्टा y डेल्टा z प्लस के रूप में लिख सकते हैं यह एक माइनस चिह्न है माइनस dqdy डेल्टा z है तो क्या इससे मुझे तापमान वितरण मिल सकता है हाँ या ना क्या मुझे इसके साथ तापमान वितरण मिल सकता है तो अगर हम जानते हैं क्या यदि कुछ संवैधानिक संबंध तो हम नहीं जानते कि q क्या है तो यदि कोई संवैधानिक संबंध है यदि आपने इस शब्द को संवैधानिक संबंध नहीं सुना है यदि हम q और तापमान के बीच के संवैधानिक संबंध को जानते हैं तो हमने कर लिया इसलिए यदि हम स्थानांतरण दर और तापमान के बीच संवैधानिक संबंध जानते हैं हमने कर लिया हमने तापमान वितरण का पूरी तरह से वर्णन किया है हम वितरण नहीं जानते क्योंकि हमें समीकरणों को हल करना है लेकिन हमने इसका पूरी तरह से वर्णन किया है और यह वही है जो फूरियरFourier's सिद्धांत के नियम द्वारा दिया गया है जिसे हमने पिछले व्याख्यान में देखा था तो जिस दिशा में आप विचार कर रहे हैं उस दिशा में ऊर्जा परिवहन के क्षेत्र द्वारा q दिया जाता है मान लीजिए कि यदि यह x है तो यह x दिशा में उष्मा परिवहन का क्षेत्र x दिशा में तदनुसार प्रवाह से गुणा किया जाता है ठीक है और इसलिए यह माइनस k द्वारा दिया जाता है तो मान लीजिए कि मुझे लगता है कि I प्रणाली समदैशिक है अगर मुझे लगता है कि यह I एक समदैशिक प्रणाली है कोई कारण नहीं है कि आपको इसे नहीं मानना चाहिए लेकिन हम सरलता से कहते हैं हम मानते हैं कि यह एक समदैशिक प्रणाली है हालांकि सभी ढांचा नहीं बदलता है कि क्या प्रणाली समदैशिक या नान समदैशिक है लेकिन हम सरलता से उद्देश्यों के लिए कहें कि हम मानते हैं कि यह समदैशिक है तो k गुणा होगा x दिशा में ऊष्मा परिवहन का क्षेत्रफल क्या है डेल्टा y डेल्टा z है तो हम देखते हैं कि तो वह गुणांक है जो आपके ऊर्जा संतुलन में - dTdx में आता है तो यह x दिशा में फूरियर Fourier's सिद्धांत का प्रतिनिधित्व है इसी प्रकार हम y के लिए लिख सकते हैं माइनस k और qz Az है तो हम उन सभी को अब मॉडल समीकरण में बदल सकते हैं तो इसे ऊर्जा संतुलन या मॉडल समीकरण कहा जाता है इसे ही मॉडल समीकरण कहते हैं तो हम इन प्रवाहों को फूरियर सिद्धांत से मॉडल समीकरण में प्रतिस्थापित कर सकते हैं dTdx गुणा k में डेल्टा y डेल्टा z प्लस dTdy k गुणा प्लस q डॉट बराबर rho Cp गुणा dTdTau तो मान लीजिए कि क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलता है क्रॉस सेक्शनक्षेत्र स्थिर है एक प्रणाली के लिए मान लीजिए कार्टेशियन निर्देशांक के मामले में हम देखेंगे कि ऊर्जा परिवहन का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र स्थिर रहता है तो यदि हम मान लें कि एक प्रणाली के लिए जहां ऊष्मा परिवहन का क्षेत्र स्थिर है हम भविष्य में देखेंगे हम कुछ उदाहरण देखेंगे जहां क्षेत्र स्थिर नहीं है और ये मॉडल समीकरण कैसे बदलेंगे लेकिन आइए हम देखें शुरू करने के लिए कहें तो हम मानते हैं कि ऊष्मा अन्तरण का क्षेत्र स्थिर है जिसका अर्थ है कि हम अंदर के व्युत्पन्न से डेल्टा x डेल्टा y आदि को बाहर निकाल सकते हैं और इसलिए यह केवल k गुणा d वर्ग Td x वर्ग प्लस d वर्ग Tdy वर्ग प्लस d वर्ग Tdz वर्ग प्लस qdot बराबर rhoCp dTdTau हो जाएगा तो यह ऊर्जा संतुलन है कोष्ठक में इस शब्द को शास्त्रीय रूप से क्या कहा जाता है लाप्लासियन कहा जाता है तो कोई इस अभिव्यक्ति को डेल वर्ग T के रूप में फिर से लिख सकता है प्लस q डॉटk बराबर rhoCpk गुणा करके तो यह है ऊर्जा संतुलन लिखने का एक प्यारा तरीका यह शब्द क्या है क्या कोई जानता है प्रांदल संख्या अ आयाम है यह एक विमाहीन संख्या है इसका एक आयाम है rho किलो प्रति मीटर क्यूब है Cp जूल प्रति किलोग्राम केल्विन है और k वाट प्रति मीटर केल्विन है तो इस मात्रा की इकाइयाँ क्या हैं तो इकाइयाँ हैं यह krhoCp है इकाई मीटर वर्ग प्रति सेकंड है क्योंकि सिद्धांत रूप में प्रणाली को समदैशिक नहीं होना चाहिए ठीक है इसलिए यदि यह समदैशिक नहीं है तो आप अपेक्षा करेंगे कि ये ks भिन्न होंगे और निश्चित रूप से ग्रेडियेंट स्पष्ट रूप से भिन्न हो सकते हैं तो आपको तीनों दिशाओं में प्रवाह और तीनों दिशाओं में अंतरण दर में अंतर करना होगा विद्यार्थी यह है ओह यह qx qy होना चाहिए यह बात बताने के लिए धन्यवाद कृपया अपने नोट्स सही करें यह qx qy होना चाहिए यह एक टाइपो है तो qx qy और qz इसी दिशा में स्थानांतरण दर हैं ठीक है ठीक है तो इस k की इकाइयाँ rho C p मीटर वर्ग प्रति सेकंड है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्या है इकाइयों से यह मात्रा क्या है यह प्रसार है तो इसे कहा जाता है इसलिए इस मात्रा को थर्मल डिफ्युसिविटी कहा जाता है तो यह क्या दर्शाता है k थर्मल कान्डक्टिवटी है और rhoCp प्रणाली की क्षमता है है ना तो यह प्रणाली के संचालन की क्षमता बनाम ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता के बीच का अनुपात है ठीक है और इसलिए rhoCp याद रखें जो मैंने आपको कुछ क्षण पहले बताया था rhoCp है विशेषता यह आंतरिक प्रकृति में है जो प्रणाली की क्षमता को अपने भीतर ऊर्जा स्टोर करने के लिए निर्धारित करता है अपने भीतर ऊर्जा स्टोर करें और k प्रणाली की आंतरिक प्रकृति है जो कन्डक्शन के माध्यम से ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रणाली की क्षमता की विशेषता है तो यह प्रणाली की ऊर्जा का संचालन करने की क्षमता बनाम प्रणाली की क्षमता के बीच ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता के बीच का अनुपात है और इसे थर्मल डिफ्यूजन कहा जाता है ठीक है तो यह है तो क्या होता है तो दो प्रक्रियाएं हैं जो एक साथ घटित हो रही हैं एक है ऊर्जा का स्थानांतरण इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराव होता है या जाली तरंगें होती हैं जो हो रही हैं और इसलिए एक इलेक्ट्रॉन या एक अणु से दूसरे अणु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है अब जब तापमान बढ़ाया जाएगा तो उस अणु की ऊर्जा अवस्था भी बढ़ने वाली है है ना तो rhoCp यह उच्च तापमान के कारण अणुओं की ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता को दर्शाता है और उनके बीच की बातचीत वह है जो ऊर्जा को ले जाने की क्षमता को दर्शाती है तो यह अनुपात मूल रूप से थर्मल डिफ्यूजन है और इस अनुपात के थर्मल डिफ्यूजन का कारण है मान लीजिए कि अगर सामग्री में ऊर्जा को स्टोर करने की बहुत क्षमता है तो ऊर्जा की मात्रा जो कि यह स्थानांतरित हो सकता है क्योंकि परस्पर क्रिया बहुत छोटी होने वाली है तो यह एक ही अणु के साथ एक ही स्थान पर ऊर्जा को स्टोर करने के लिए उस प्रणाली की क्षमता बनाम परस्पर क्रिया के कारण ऊर्जा को स्थानांतरित करने की क्षमता के बीच एक प्रतिस्पर्धा है और इसलिए इसे प्रसार कहा जाता है वस्तुतः यही प्रसार की परिभाषा है कोई और सवाल तो क्या सिर्फ संतुलन लिखना काफी है क्या हमने पूरी तरह से वर्णन किया है क्या अब हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं क्या हल करना संभव है आपको किस चीज़ की जरूरत है यह एक आंशिक अंतर समीकरण है क्या एक pde पूरा करता है आपको सीमा की स्थिति ठीक चाहिए तो आइए अब अगले कुछ क्षणों के लिए चर्चा करें कि विभिन्न प्रकार की सीमा शर्तें क्या हैं सीमा की स्थिति के सामान्य वर्ग क्या हैं ठीक है तो सीमा की स्थिति के तीन मूल वर्ग या तीन प्रकार की सीमा स्थिति हैं एक निरंतर तापमान सीमा की स्थिति है तो उदाहरण के लिए यदि आप एक प्रणाली लेते हैं ठीक है तो मान लें कि यह x बराबर 0 है ठीक है एक संभावित सीमा शर्त यह है कि आप उस विशेष सीमा के तापमान को ठीक कर सकते हैं ठीक है हम कह सकते हैं कि तापमान कुछ नियत पर स्थिर रहता है इसलिए आम तौर पर मैं सतह के लिए सबस्क्रिप्ट s का उपयोग करता हूं इसलिए यह सतह का तापमान हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि x के बराबर 0 पर तापमान एक निश्चित संवैधानिक तापमान Ts पर बना रहता है तो यह एक प्रकार की सीमा शर्त है तो इसके कई उदाहरण हैं तो मान लीजिए आप चाहते हैं मान लें कि आपके पास है आपके पास पानी का गीजर है है ना तो हमारे घर में हमारे बाथरूम में गीजर हैं जहां हमें गर्म पानी मिलता है है ना तो सतह का तापमान तो आप देखते हैं कि एक गर्म कुंडल होगा तो जिस तरह से गीजर काम करता है वह है एक गर्म कुंडल है जिसे विद्युत रूप से गर्म किया जाता है और एक थर्मोस्टेट है जो गर्म कुंडल का एक निश्चित तापमान बनाए रखता है तो ध्यान दें कि यह पानी का तापमान नहीं है जिसे वह बनाए रखता है यह वास्तव में गर्म कुंडल का तापमान है जिसे वह बनाए रखता है इसलिए यदि आप पानी के तापमान वितरण को खोजने के लिए इस प्रणाली का एक मॉडल लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो उन सीमाओं में से एक जिसके लिए कुंडल उजागर होता है जिससे कुंडल के संपर्क में आने वाला पानी वास्तव में एक निश्चित स्थिर तापमान पर बना रहेगा तो यह एक निरंतर सीमा की स्थिति है लगातार तापमान सीमा की स्थिति वह है जो आपको उस समय उपयोग करनी चाहिए एक अन्य प्रकार की सीमा स्थिति को स्थिर प्रवाह सीमा स्थिति कहा जाता है इस मामले में दो अलग अलग उप प्रकार हैं एक जीरो प्रवाह है तो ध्यान दें कि शून्य भी एक स्थिरांक है तो शून्य प्रवाह और फिर नान शून्य प्रवाह नान शून्य निरंतर प्रवाह है तो इसे देखने का तरीका है मान लीजिए कि आपके पास शून्य प्रवाह है ठीक है शून्य के बराबर x पर यदि आपके पास शून्य प्रवाह है तो आप उम्मीद करेंगे कि तो अगर मैं अंदर तापमान प्रोफ़ाइल को देखता हूं शून्य के बराबर x क्योंकि उस स्थान पर प्रवाह शून्य है तो आप देखेंगे कि तापमान समतल होने जा रहा है यह x अक्ष के समानांतर होने जा रहा है तो हम इसे एक अभिव्यक्ति द्वारा वर्णित कर सकते हैं हम dTdx के x बराबर शून्य कह सकते हैं तो हम इस सीमा की स्थिति का वर्णन निम्नलिखित अभिव्यक्ति द्वारा कर सकते हैं - dTdx के x बराबर शून्य है तो यह प्रवाह सीमा स्थिति या जीरो प्रवाह सीमा स्थिति नहीं है और फिर आपके पास एक निरंतर प्रवाह हो सकता है जहां आप कहते हैं कि dTdx के x बराबर शून्य कुछ स्थिर है एक k होना चाहिए तो प्रवाह k गुणा dTdx और एक माइनस चिह्न के साथ है इसलिए ध्यान रखें कि आप माइनस चिह्न को न भूलें माइनस चिह्न क्यों होता है क्योंकि ऊर्जा हस्तांतरण ऋणात्मक तापमान प्रवणता में होता है तो माइनस k dTdx पर x बराबर शून्य जो की स्थिर प्रवाह के बराबर होता है ठीक है और फिर तीसरे प्रकार की सीमा स्थिति परिवर्तनशील प्रवाह सीमा स्थिति है या इसे कभी कभी केवल प्रवाह सीमा स्थिति कहा जाता है लेकिन वास्तव में यह परिवर्तनशील प्रवाह सीमा की स्थिति है बस दूसरे प्रकार के बीच अंतर करने के लिए ठीक है और इसलिए यह केवल माइनस k dTdx x बराबर शून्य द्वारा कुछ प्रवाह के बराबर दिया जाता है जो कि स्थानीय तापमान का एक फंगक्शन है ठीक है तो हम इस प्रवाह को कैसे परिभाषित कर सकते हैं क्या इस परिवर्तनीय प्रवाह को मापने का कोई तरीका है क्या इस प्रवाह को मापने का कोई तरीका है तो याद रखें कि कन्डक्शन के लिए हमने कहा कि मात्रा का ठहराव फूरियर सिद्धांत द्वारा किया जाता है इस बारे में क्या मैं आपको एक संकेत दूंगा इसे संवहनी सीमा की स्थिति या संवहन सीमा की स्थिति भी कहा जाता है